हमने डीसी मोटर के स्टार्टर को देखा हमने पिछली क्लास में इसकी चर्चा की शुरुआत करें हमने कहा कि जब हम पूरी वोल्टेज को इस पर लगाते हैं चाहे यह सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर या सीरीज मोटर या शंट मोटर है किसी भी स्थिति में अगर हम पूरी वोल्टेज को डीसी मोटर पर लगाते हैं जब स्पीड जीरो है तब हमें मूल रूप से बैक ईएमएफ इक्वल टू जीरो मिलेगा अगर यह हमारी लगाई गई वोल्टेज Va है और यह Ia है इस स्थिति में हमें बैक ईएमएफ 0 मिलेगा Eb0 अगर हम स्टार्टिंग करंट को देखने की कोशिश करें तो मूल रूप से हमें मिलेगा लेकिन Eb0 है जिसके कारण हम देखेंगे कि है और यह बहुत अधिक होगा और इसका संकेत हम पहले ही दे चुके हैं यदि आप याद करें कि पिछली क्लास में हमने जब स्पीड टॉर्क करैक्टेरिस्टिक्स बनाई थी अगर हम सामान्य तौर पर स्पीड टॉर्क करैक्टेरिस्टिक्स चित्रित करते हैं हम इसे कुछ इस तरह से बनाएंगे अगर हम इसे आगे ले जाएं जब तक यह स्पीड की एग्जिस से मिल नहीं जाती यह उस करंट के अनुरूप होगा या उस टॉर्क की मात्रा के जो इसके अनुरूप उत्पन्न होगी तो अगर हम इस को आगे बढ़ाते रहें तो संभवतः यह इस बोर्ड से बाहर जाकर कहीं इसके साथ मिल जाए और उसके अनुरूप हम देखेंगे की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उत्पन्न हो रही हैउसकी वैल्यू बहुत अधिक होगी जो हमें जीरो स्पीड में प्राप्त होगी वह तक यहीं कहीं पर होगी यह टॉर्क बहुत अधिक होगी अगर हम किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इसमें नहीं जोड़ते इसीलिए यही कारण है कि हम चाहते हैं कि कुछ रजिस्टेंस को इसमें जोड़ा जाए ताकि यह करंट की मात्रा को कम कर सके इस कैरेक्टर स्टिक की सहायता से मैं यह दर्शा सकता हूं कि यह कैरेक्टर स्टिक उसके अनुरूप है जब रजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है इसके बाद अगर हम रजिस्टेंस में बदलाव करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगी तो हम कह सकते हैं कि यह R external और यह घट रहा है अगर हम यहां पर Rext को शामिल करते हैं अगर हम किसी बड़ी Rext की वैल्यू से शुरू करते हैं यह टॉर्च होगी और धीरे धीरे स्पीड बढ़ना शुरू होगी या बैक ईएमएफ बनने लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है हमें बैक ईएमएफ इस वैल्यू पर देखने को मिल सकता है अगर हम रजिस्टेंस को बदलने का विचार करें चलिए मान लेते हैं कि यह पहले R1 था और अब हम इसे बदल कर R2 कर रहे हैं इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि कैरेक्टर स्टिक अचानक शिफ्ट हो जाएगी मान लेते हैं कि हमने P पॉइंट से शुरू किया था यह Q पॉइंट है इसके बाद यह P प्वाइंट् से R पर जा रहा है जब हम रजिस्टेंस बदल रहे हैं हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्वाइंट में बदलाव हो रहा है यह Q से R पर जा रहा है यह इस करैक्टरस्टिक का अनुकरण करेगा अगर हम माने कि लोड टॉर्क उतनी अधिक नहीं है जो पहले उत्पन्न हो रही थी तो यह वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है जो उत्पन्न हो रही है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो उत्पन्न हुई है वह लोड टॉर्क से अधिक है और इसलिए हमें एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा तो यह एक्सेलेरेट होने लगेगाऔर हो सकता है कि यह इस पॉइंट पर पहुंच जाएं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस पॉइंट पर रजिस्टेंस की मूल वैल्यू को नई वैल्यू में बदल रहे है या रजिस्टेंस को कटऑफ या हटा रहे हैं तो यह यहां R से S पर पहुंच जाएगा अगर हम रजिस्टेंस को इस पॉइंट पर कट ऑफ करें तो यह T पॉइंट पर पहुंच जाएगा और T पॉइंट से फिर यह आगे बढ़ने लगेगा और आगे बढ़ते बढ़ते यह अधिक स्पीड प्राप्त करेगा बशर्ते की लोड टॉर्क अभी भी कम है और हो सकता है कि यह U पर पहुंच जाए U से फिर से यह अपनी मूल कैरेक्टरिस्टिक पर पहुंच जाए जिस पर हमने कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं रखा है R से F हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक्सीलरेशन हो रहा है मोटर ऐसा व्यवहार करेगा क्योंकि सभी संभावनाओं में Te TL से अधिक है और इसीलिए एक्जेलेरेशन भी हो रहा है लेकिन अगर यह TL से कम हुआ तो यह नहीं होगा U से यह V पॉइंट पर जाएगा और इस कैरेक्टर स्टिक का अनुकरण करेगा अगर हम कहते हैं कि यह हमारी लोड टॉर्क है तो यह इस पॉइंट पर रुक जाएगा जिसे हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहेंगे रेसिस्टेंट की अलग अलग वैल्यू पर एक्जेलेरेशन होने के बाद यह अपने अंतिम ऑपरेटिंग पॉइंट W पर पहुंच जाएगा इस प्रक्रिया के दौरान हम मूल रूप से मौजूद इनिशियल करंट के ऊपर नहीं गए इनिशियल करंट वह करंट है या वह वैल्यू है जिससे हम मानते हैं कि फ्लक्स कांस्टेंट है यह उत्पन्न हुई टॉर्च को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि शुरुआती स्थिति में आर्मेचर करंट कितना प्रवाहित हुआ होगा और शुरुआती परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि आर्मेचर करंट Ia start है जो Tstart के अनुरूप होगा जहां R1RaRext Raext वह रजिस्टेंस है जो आर्मेचर सर्किट में लगाया गया है हम एक ऐसा स्टार्टर डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हो सकता है कि टॉर्क की न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू पहले से ही निश्चित कर ली गई हो हो सकता है हम जानते हो कि किस प्रकार का लोड डीसी मोटर पर लगाया जाएगा इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकतम टॉर्क जो उत्पन्न हो रही है वह लोड टॉर्क से 2 गुना या 3 गुना हो ताकि पर्याप्त एक्सीलरेशन हो सके तो हमें क्या करना होगा कि हमें दो सीमाएं निर्धारित करनी होंगी पहली है Tmax और दूसरी है Tmin यह दोनों चीजें हमारे हाथ में हैं जिसे हम लोड कंडीशन से निश्चित कर सकते हैं लोड की परिस्थितियां Tmin से कम होनी चाहिए ताकि हम यह सुनिश्चित कर सके कि Tmin की स्थिति में भी एक्सीलरेशन हो सके मान लेते हैं कि हमारे पास मूल रूप से यह कैरेक्टर स्टिक मौजूद है मैं Tmax से अधिक नहीं बढ़ना चाहता तो हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें कुछ रजिस्टेंस इसमें जोड़ना है इस तरह कि यह यहां पर मिल जाए यह मोटर ड्राइविंग की स्टार्टिंग की शुरुआत में भी हो सकता है हमें Tmax पर यह मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर कैलकुलेट कर सकते हैं जो के बराबर है एक डीसी मोटर कितना करंट झेल सकती है यह उस बात पर निर्भर करता है कि कमयुटेटर कितना करंट झेल सकता है इस तरह से हम Ia max की वैल्यू को निर्धारित कर सकते हैं और इसी के अनुरूप हम उस रजिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं जो हमें इस में जोड़ना है हमें वह रजिस्टेंस की वैल्यू देगा जो आर्मेचर में होना चाहिए वह रजिस्टेंस है जो हमें इसमें जोड़ना है तो हम निश्चित कर सकते हैं कि हमें कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपने स्टार्टर सर्किट में जोड़ना है हमारे पास Rext कि यह वैल्यू होगी इस Rext को हम चार से पांच स्टेप में लगा सकते हैं बजाय इसके कि एक ही बार में ऐसे लगा दिया जाए हम इसे इस तरह से लगाएंगे R11 R12 R13 R14 हमारे पास होगा इन सभी को हम सर्किट में शामिल करेंगे और इनके साथ यहां पर एक स्विच भी मौजूद होगा जिसे हम तब बंद करेंगे जब हम Tmin वैल्यू पर पहुंच जाएंगे क्योंकि हम Tmin वैल्यू से नीचे नहीं जाना चाहते तो इन सभी के साथ हमारे पास स्विच भी मौजूद होंगे और हम Va को इस तरह से इसमें शामिल कर रहे हैं जैसे ही मशीन एक्सीलरेट होगी और यह इस पॉइंट पर आ जाएगी जो Tmin के अनुरूप है हम इस स्विच को ON कर देंगे ताकि इनमें से एक रजिस्टेंस इससे कट जाए अगर इनमें से एक रजिस्टेंस को हमने हटा दिया है तो हमारे पास R12 R13 R14 बचेगा जिसका मतलब यह होगा कि कैरेक्टर स्टिक कुछ इस तरह से बदल जाएगी और ऐसी दिखेगी तो यह वाली वह है जब सभी रजिस्टेंस मौजूद हैं जबकि यह वह है जब Rtotal R11 होगा अब क्या होगा कि हो सकता है हम इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर आ गए हो और इसके बाद यह केवल इसके अनुरूप जाएगा और फिर से Tmin पर पहुंच जाएगा इस स्थिति में पहुंचकर हम फिर से रजिस्टेंस को इस सर्किट से हटा लेंगे यह के अनुरूप होगा यह पिंक लाइन उसके अनुरूप होगी जब हम इस रजिस्टेंस को हटा देंगे जब हम किसी एक रजिस्टर्ड को हटा रहे हैं तब हम आर्मेचर में मौजूद रजिस्टेंस को मोटर ड्राइव की दृष्टि से कम कर रहे हैं इससे यह होगा कि गिरावट में निश्चित तौर पर कमी आएगी क्योंकि पहले यह गिरावट बहुत अधिक थी यह गिरावट कम इसलिए हुई है क्योंकि IaRa ड्रॉप में गिरावट आई है क्योंकि रजिस्टेंस कम हो रहा है विद्यार्थी हम रजिस्टेंस के विभिन्न स्टेप्स का चुनाव कैसे करते हैं प्रोफेसर केवल एक तरीका है जिससे हम R11 R12 R13 का चयन कर सकते हैं रहे यह है कि हम यह सुनिश्चित करें कि यह Tmax से अधिक ना हो तो हम पूरे स्टार्टर के डिजाइन को इस तरह से चयन करेंगे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम टॉर्क के 2 पॉइंट अधिकतम और न्यूनतम की निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहे जब भी हम किसी रजिस्टेंस को हटा रहे हैं मतलब हम इस पॉइंट से यहां पर जा रहे हैं तब यह निर्धारित सीमाओं के अंदर है लेकिन किसी अन्य के इसमें यह Tmax के करीब भी जा सकता है किसी और स्थिति में हो सकता है कि हम Tmax के करीब पहुंच जाएं लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक रजिस्टेंस इस तरह से डिजाइन किया जाए की प्रत्येक स्टेप का एक दूसरे के बराबर होना अनिवार्य नहीं है किसी ने यह नहीं कहा है कि R11 R12 or R13बराबर होने चाहिए तो हम रजिस्टेंस के प्रत्येक स्टेप को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हमें टॉर्क कि वह अधिकतम वैल्यू मिले जो सुरक्षित सीमा के अंदर हो Tmax और इसी तरह से न्यूनतम टॉर्क Tmin जो इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि मोटर को अच्छा एक्सीलरेशन दे सके वरना हम एक्सीलरेशन नहीं देख पाएंगे छात्र हम कैसे तय करते हैं प्रोफेसर Tmin इतना होना चाहिए कि वह कुछ एक्सीलरेशन दे सके इसका मतलब यह है कि Tmin का TL से अनिवार्य रूप में बड़ा होना आवश्यक है अगर यह TL से ज्यादा नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा यह वही मैकेनिकल इक्वेशन है जो हमने लिखी थी Tmin इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को दर्शाता है जब तक कि यह TL से ज्यादा नहीं होता तब तक हमें एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा Tmax और Tmin के बीच ही यह एक्सलरेट हो सकता है क्योंकि केवल तभी हमारे पास लोड टॉर्क की तुलना में अतिरिक्त मात्रा में टॉर्क उपलब्ध होगी Tmin लोड पर निर्भर करता है या हम कह सकते हैं की अगर हम जानते हैं कि लोड टॉर्क कितनी है और यह जानकारी भी हमारे पास है कि हम रजिस्टर पर कितने स्टेप का उपयोग करेंगे तब हम Tmin का डिजाइन इसके अनुरूप कर सकते हैं हम इनमें से किसी भी तरीके से कर सकते हैं छात्र किसी मोटर के लिए Tmax किस प्रकार से निश्चित होता है प्रोफेसर हम Tmax का चयन उस आधार पर करते हैं कि हमारी मोटर कितना करंट झेल सकती है तो निर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए डाटा से हम एवरेज करंट या स्टेडी स्टेट करंट की जानकारी ले सकते हैं जो 10A होता है लेकिन थोड़े समय के लिए हम 20A का करंट इसे देख सकते हैं यह समय कितना होगा वह इनके द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह 20ms या 40 ms या 1s हो सकता है इसलिए हमें हमारे लोड का इनर्शिया पता होना चाहिए केवल तभी हम यह बता सकते हैं कि बैक emf को बनने में कितना समय लगता है इसके अलावा हम किसी वेरिएबल डीसी वोल्टेज Va की मदद से स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं अगर हमारे पास एक वेरियाक है और एक डायोड रेक्टिफायर इनकी सहायता से हम आर्मेचर सर्किट पर लगाई जाने वाली वोल्टेज में धीरे धीरे बदलाव कर सकते हैं और जैसे जैसे स्पीड में बढ़ोतरी आएगी अपने आप ही करंट में गिरावट आने लगेगी और इसके बाद हम आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं हम यह कर सकते हैं अगर यह सेपरेटली एक्साइटिड DC मोटर ड्राइव है या यह शंट मोटर ड्राइव है इसके साथ साथ यह एक सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है जिसकी एक अलग से फील्ड सप्लाई है अपनी प्रयोगशाला में हम इसी तरीके का उपयोग करते हैं और इसके लिए हम वेरियाक का इस्तेमाल करते हैं तो चलिए इसे हम सिंगल फेज सप्लाई कहते हैं जिसे हम वेरियाक के माध्यम से ले जाएंगे तो यह 230V की सिंगल फेस AC सप्लाई है जो रेक्टिफायर में जा रही है मैं यहां पर रेक्टिफायर को अलग से नहीं दिखा रहा हूं यह डायोड रेक्टिफायर हो सकता है या साधारण डायोड ब्रिज रेक्टिफायर रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी मोटर ड्राइव के लिए जा रहा है यह हमारी डीसी मोटर ड्राइव है और स्वाभाविक तौर पर फील्ड को अलग से डीसी सप्लाई दी जा रही है यहां पर हम 220V की डीसी सप्लाई सीधे लगा सकते हैं इस स्थिति में हम शुरू में बहुत ही कम वोल्टेज के साथ शुरू कर सकते हैं तो चलिए यह हमारी कैरेक्टरिस्टिक है जिसे मैं यहां बना रहा हूं यह वह वोल्टेज है जिसे हम लगा रहे हैं और यह अधिकतम करें है जो यह डीसी मोटर ले सकती है क्योंकि टॉर्क और करंट एक दूसरे से प्रपोजनली संबंधित है तो हम कह सकते हैं कि यह Te है और यह Te स्टार्टिंग है और इसके अनुरूप यह Va स्टार्टिंग है जो Va हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं उससे जुड़ा है अब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे जब स्पीड में बढ़ोतरी होने लगेगी क्योंकि जहां पर करंट प्रवाहित हो रहा है इसलिए यहां पर टॉर्क भी होगी यह टॉर्क मोटर ड्राइव को एक्सलरेट करेगी और एक बार यह मोटर ड्राइव एक्सीलरेट होकर किसी निश्चित स्पीड पर पहुंच जाएगी तब हम वोल्टेज को दूसरी वाली ऊपर बढ़ा लेंगे फिर से यह इस तरह से एक्सीलरेट होगा जब यह S पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब हम दूसरी वोल्टेज पर कुछ कर जाएंगे तो हम यहां से इस दूसरे पॉइंट पर जाएंगे जो T है फिर यहां से यह एक्सीडेंट होगा और इस तरह से यह होता जाएगा तो हम ऐसा करते रहेंगे जब तक 230V की पूर्ण सप्लाई हम इस पर नहीं लगा देते तब तक जब तक कि रेक्टिफायर हमें डीसी मोटर की रेटेड वोल्टेज नहीं देता तो यह वेरिएबल वोल्टेज स्टार्टिंग है तो यह Va की बढ़ती हुई दिशा है वह अंतिम टॉपिक जो हम कम्यूटेशन से पहले चर्चा में लेंगे वह है ब्रेकिंग हम ब्रेकिंग की संक्षिप्त चर्चा करेंगे मैं इसकी विस्तृत जानकारी में नहीं जाऊंगा ब्रेकिंग क्या है अगर आप मशीन को रुकना चाहते हैं तब आप सप्लाई को बंद कर सकते हैं और इससे यह बंद हो जाएगा इसमें क्या समस्या है हमारे पास ब्रेकिंग का कोई तरीका क्यों होना चाहिए छात्र बैक emf के कारण प्रोसेसर बैक emf का क्या फर्क पड़ता है छात्र स्पार्किंग प्रोफेसर नहीं यह स्पार्क क्यों करेगा छात्र इंडक्टिव करंट के कारण प्रोफेसर ठीक है तो हम डायोड लगा देंगे डायोड इस करंट का ध्यान रखेगा मेरा मतलब है कि जो यह कह रहे हैं वह एक सही बात है अगर यह एक इंडक्टिव करंट है यह डीसी मोटर ड्राइव है और अगर हम सप्लाई को हटा दें तो जो करंट इस दिशा में प्रवाहित हो रहा था वह रुक जाएगा तो आप क्या कर रहे हैं कि एक इंडक्टिव करंट को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बहुत स्पार्किंग होने की संभावना है तो अगर आपके पास किसी डीसी मोटर ड्राइव में करंट प्रवाहित हो रहा है यह इंडस होगा क्योंकि यहां पर La मौजूद है तो अगर हमसे एकदम से हटा दें तब हम एक बड़ी मात्रा का देखेंगे क्योंकि अगर करंट एक या 2 एंपियर का भी हुआ और मान लेते हैं कि मोटर में कोई भी लोड नहीं है फिर भी हम देखेंगे कि करंट को बहुत ही कम समय के अंदर बाधित किया जा रहा है तो didt में dt 0 हो रहा है जिसके कारण एक बड़ी मात्रा की वोल्टेज इंड्यूस हो रही है तो अगर हम एक डायोड रख रहे हैं और यह डायोड फॉरवर्ड बायस होना चाहिए क्योंकि इंडक्टेंस एनर्जी को संग्रहित कर रहा है तो यह करंट के लिए रास्ता देगा हमें ब्रेक क्यों चाहिए चलिए एलिवेटर को लेते हैं हम इसमें जा चुके हैं हम सबसे ऊपर के फ्लोर पर पहुंच गए हैं और हम नीचे आना चाहते हैं हम सप्लाई को ON करते हैं हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है आप क्या सोचते हैं कि हम सभी 10 लोगों के साथ क्या होगा हमारा भारत बहुत अधिक होगा इसके बाद आप क्या सोचते हैं क्या होगा यह चलेगी निश्चित तौर पर इसे चलना चाहिए गुरुत्वाकर्षण इसे खींचेगा है कि नहीं क्या गुरुत्वाकर्षण इसे नहीं खींचेगा अगर हम इसे ON करते हैं या हम इसे ON करें या नहीं होगा क्या कि यह चलने शुरू होगी आप मेरी बात समझ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे की ओर पूछेगा और यह नीचे जाएगा और फ्लोर के साथ क्रश जाएगा और जब भी हम नीचे आना चाहेंगे तो ऐसा ही होगा विपरीत दिशा में इसे कौन खींचेगा जो इसके वितरित होगा जिसमें खड़े होकर हम सब नीचे आ रहे हैं अगर कोई चीज ऐसी है जो इसके विपरीत लग रही है तब इसकी स्पीड को नियंत्रित किया जा सकता है तो जब भी हम अनियंत्रित गति चाहते हैं चाहे हम पॉजिटिव दिशा या नेगेटिव दिशा में चाहे यह विपरीत टॉर्क जो इसकी चलने की दिशा से विपरीत है उसे हम ब्रेकिंग कहते हैं जब टॉर्क और स्पीड एक दूसरे की सहायता करते हैं तब हम इसे मोटरिंग कहते हैं जब स्पीड और टॉर्क एक दूसरे के विपरीत होते हैं तब हम इसे ब्रेकिंग कहते हैं जब स्पीड और टॉर्क एक दूसरे के विपरीत हैं तब आपको यह याद रखना चाहिए कि जब हमने टॉर्क स्पीड कैरेक्टर स्टिक चित्रित किए थे तब हमने टॉर्क को पॉजिटिव दिखाया था और स्पीड भी पॉजिटिव थी तो यह दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे थे जबकि अगर हमारे पास पॉजिटिव टॉर्क है लेकिन स्पीड नेगेटिव है या हमारे पास टॉर्क नेगेटिव है और स्पीड पॉजिटिव है इस प्रक्रिया को सामान्य तौर पर ब्रेकिंग कहा जाता है तो जब भी हम ऐसे टॉर्क उत्पन्न करते हैं जो इसकी गति के विपरीत है यह तब होता है जब हमारे पास एक्टिव लोड होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा ही गति के विपरीत काम करेगा फ्रिक्शनल टॉर्क को लोड टॉर्क माना जाता है क्योंकि यह गति के विपरीत होती है लेकिन गुरुत्वाकर्षण के लिए हम यह नहीं कह सकते और यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण लोड को हम एक्टिव लोड कहते हैं यह किसी भी दिशा में काम कर सकते हैं या तो यह गति के लिए सहायक हो सकते हैं या इसके विपरीत काम करते हैं अगर हम किसी लोड को देखते हैं उदाहरण के लिए किसी वाहन को जो किसी ढलान पर चल रहा है इस स्थिति में अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो यह बहुत अधिक स्पीड ले लेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसके चलने में सहायक होगा तो आप इंधन को खर्च करने की बजाय ब्रेक लगाना उचित समझेंगे लेकिन हमें इसके साथ नियंत्रण भी होना चाहिए तो ब्रेकिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन परिस्थितियों में जब हमें गति को नियंत्रित करना होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो हम यूजर को कुछ सहूलियत देना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हम इसे किसी पॉइंट पर रोक सके मान लेते हैं कि हम मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे हैं वह सप्लाइ को OFF करके इसे नहीं रोक सकते यह ऐसा है कि जहां मन किया वहां हमने ऐसा कर दिया इसे निश्चित तौर पर प्लेटफार्म के सामने ही रोकना होगा हम किसी कार में नहीं पूछ सकते मूल रूप से हम यूजर की सहूलियत और कंट्रोल दोनों का ध्यान रख रहे हैं तो ब्रेकिंग मूल रूप से नियंत्रित तरीके से रोकना है तो कई परिस्थितियों में हमें नियंत्रित रूप से रोकने की आवश्यकता है तो रोकने को नियंत्रित करने के लिए हमें स्पीड और टॉर्क को एक दूसरे के विपरीत करना होगा तो अगर हमारे पास पॉजिटिव स्पीड है तब हमारे पास नेगेटिव टॉर्क होगी इसी तरह से अगर हमारे पास नेगेटिव स्पीड है तब हमारे पास पॉजिटिव टॉर्क होगी तो स्पीड टॉर्क प्लेन के यह दोनों क्वाड्रेंट ब्रेकिंग को दर्शाते हैं तो इसे हम सामान्य तौर पर फॉरवर्ड मोटरिंग कहते हैं और इसे रिवर्स मोटरिंग और यह फॉरवर्ड ब्रेकिंग है और यह रिवर्स ब्रेकिंग तो स्पीड टॉर्क प्लेन के यह 4 क्वाड्रेंट हैं जो मोटर के ऑपरेशन को दर्शाते हैं हम मूल रूप से फॉरवर्ड मोटरिंग के बारे में बात करेंगे जब हम सप्लाई को विपरीत दिशा में देंगे फील्ड सप्लाई को नहीं केवल एक ही सप्लाई को हमें विपरीत दिशा में देना है ऐसी स्थिति में हमें रिवर्स मोटर मिलेगी क्योंकि Ia मल्टिप्लाई If टॉर्क है तो हम केवल आर्मेचर करंट को विपरीत दिशा में प्रवाहित करेंगे जिससे जो टॉर्क उत्पन्न होगी वह भी विपरीत दिशा में होगी तो स्वाभाविक तौर पर यह विपरीत दिशा में एक्सीलरेट होना शुरु कर देगा तो यह मूल रूप से रिवर्स मोटरिंग है तो डीसी मोटर की ब्रेकिंग के लिए सामान्य तौर पर उपयोग में लाया जाने वाला ब्रेकिंग का एक तरीका यह है मान लेते हैं कि हम सामान्य मोटरिंग प्रणाली में काम कर रहे हैं यहां हमारे पास फील्ड है और यह आर्मेचर सप्लाई है प्लस और माइनस तो यह एक नॉर्मल मोटरिंग ऑपरेशन है ब्रेकिंग के लिए हम क्या करेंगे कि एक प्रणाली जिसे रियोस्टेट ब्रेकिंग कहते हैं उसे लगाएंगे हम एक रियोस्टेट को आर्मेचर सर्किट में लगा रहे हैं और पावर सप्लाई को हटा रहे हैं तो हमारे पास यहां पर आर्मेचर सर्किट होगा जिसमें हम रजिस्टेंस को जोड़ देंगे जो एक वेरिएबल रजिस्टेंस होगा तो यह वह ब्रेकिंग रजिस्टेंस है जिसे हम आर्मेचर सर्किट में शामिल कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जब फील्ड ON है मान लेते हैं कि हमारे पास फील्ड अभी भी ON है तब क्या होगा बैक emf पहले से ही मौजूद है वह बैक emf अभी भी मौजूद रहेगा क्योंकि ड्राइव का मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट की तुलना में ज्यादा होता है इसलिए हमारे पास भीड़ रहेगी अगर हमें यह पसंद हो या ना हो यह उसी दिशा में घूमेगा क्योंकि अभी भी इसमें काइनेटिक एनर्जी संग्रहित है तो इसके बाद क्या होगा कि यह इस दिशा में करंट प्रवाहित करेगा Ia इस ओर होगा जबकि यहां पर Ia इस दिशा में था ध्यान दीजिए कि Ia की दिशा पलट गई है अगर Ia की दिशा पलट गई है तो निश्चित तौर पर टॉर्क भी पलट जाएगी हमारे पास होगा छात्र क्या कोई पावर सप्लाई ब्रेकिंग के समय लगाई जाती है प्रोफेसर ब्रेकिंग के दौरान कोई भी पावर सप्लाई नहीं दी जाती पहले से ही Eb मौजूद है Eb यहां मौजूद है क्योंकि फील्ड करंट है और इसलिए हमारे पास स्पीड और फील्ड करंट है अगर यह एक सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर है तो आप फील्ड सप्लाई को सुचारू रखेंगे छात्र हम पावर सप्लाई को कैसे हटाते हैं प्रोफेसर हमारे पास एक स्विच होगा हमें स्विच को खुलेंगे तो आप इस स्विच को कटऑफ करेंगे और इसके बाद रजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ेंगे ब्रेकिंग के लिए हमें पावर सप्लाई को ओपन करना होगा और उसके बाद रजिस्टेंस जोड़ना होगा यह विपरीत दिशा में आर्मी च करंट को प्रवाहित करेगा लेकिन ध्यान दीजिए कि यह रजिस्टर पावर को बर्बाद करेगा हम पावर को सही तरीके से उपयोग में नहीं ला रहे लेकिन हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पावर का डिसिपेशन एक निश्चित दर के साथ हो यह निश्चित दर Rb की वैल्यू द्वारा निर्धारित किया जाता है तो हम RB का चयन अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं तो हम इस पावर को व्यर्थ करने में सक्षम है और इसी के कारण हम इस प्रणाली से काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर पाएंगे तो हम मूल रूप से रोकने की प्रणाली के नियंत्रण को देख रहे हैं हालांकि हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं अगर यह एक ठंडी जगह है या हम दिल्ली की सर्दी की बात करते हैं अगर यह एक इलेक्ट्रिक वेहीकल है तो इसका उपयोग हम कार को गर्म करने के लिए कर सकते हैं तो यह एक प्रकार का ब्रेकिंग का तरीका है अब हम इसकी कैरेक्टर स्टिक प्रदर्शित करते हैं अगर यह डीसी मोटर की मूल कैरेक्टर स्टिक है चलिए इसे ω कहते हैं और यह Te है यह डीसी मोटर की मूल कैरेक्टर स्टिक है और हम मूल रूप से इस पॉइंट पर ऑपरेट कर रहे थे इस पॉइंट पर हमारी मशीन ऑपरेट कर रही थी किसी निश्चित Te विद्यालयों के लिए हमारे पास स्पीड की निश्चित वैल्यू होगी अब हम आर्मेचर रजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी वैल्यू लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ हम पावर सप्लाई को भी हटा रहे हैं अगर हम पावर सप्लाई को हटा रहे हैं हमारा Va0 होगा हमारी कैरेक्टर स्टिक मूल रूप से 0 पॉइंट से शुरू होगी लेकिन हमने रजिस्टेंस की एक बड़ी वॉल्यूम लगाई है इसलिए हम इसमें Va0 के लिए भारी गिरावट देखेंगे क्योंकि हमने आर्मेचर सर्किट की वोल्टेज को 0 कर दिया है हमने आर्मेचर सर्किट वोल्टेज को कम कर रहे हैं और इसे कम करते करते हम Va0 पर पहुंच गए हैं क्योंकि हमने Va0 कर दिया है इसलिए यह पॉइंट RaRb के अनुरूप होगा और Va 0 होगा तो यह कैरेक्टर स्टिक इस ऑपरेटिंग परिस्थिति के अनुरूप दर्शाई गई है तो इस पॉइंट से स्पीड एकाएक नहीं घटेगी स्पीड मूल रूप से वही बनी रहेगी जैसा कि हमने कहा था कि P हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट था अब यह बदल कर Q पर पहुंच जाएगा P से यह Q पर चला गया है ध्यान दीजिए कि Q पर स्पीड अभी भी पॉजिटिव है लेकिन टॉर्क नेगेटिव हो गई है क्योंकि आर्मेचर करंट विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है अब इस निश्चित कार्य प्रणाली के लिए यह इस निश्चित ट्रांजैक्ट्री का अनुकरण करेगा यह 0 पर आने की कोशिश करेगा तो हम यह देखेंगे कि करैक्टर स्टिक स्विच करेगी P से Q पर जैसे हम नीचे आ रहे हैं हम देखेंगे की स्पीड कम हो रही है और नेगेटिव टॉर्क में भी गिरावट आ रही है अगर हमें ज्यादा टॉर्क चाहिए तो हमें रजिस्टेंस की वैल्यू में बदलाव करना होगा छात्र टॉर्क स्पीड कैरेक्टर स्टिक में यह कौन सी लाइन है प्रोफेसर यह लाइन मूल रूप से हमारी स्पीड टॉर्क कैरेक्टर स्टिक की तरह है यह Va की मूल वैल्यू से कम की वैल्यू पर है यह दूसरे के लिए है आज यह अन्य के लिए और यह आखिरी वाला है जो Va0 के अनुरूप है अभी हम Va0 को देख रहे हैं अगर हम रजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी तो अगर हमने इसे Va220V के लिए प्लॉट किया होता यह Va200V है और यह Va200V और रजिस्टेंस की बढ़ी हुई वैल्यू के साथ है यह इस तरीके से होती और इस तरह से नीचे की ओर आती तो यही हमने यहां पर किया है मैंने यहां पर मूल रूप से Va0 के अनुरूप कैरेक्टर स्टिक बनाई है जिसमें आर्मेचर रजिस्टेंस की एक बड़ी वॉल्यूम को लिया है और यही चीज हम ने दूसरे क्वाड्रेंट में बढ़ा दी है क्योंकि हम स्पीड की वह वैल्यू देख रहे हैं जो जीरो नहीं है यह जीरो स्पीड में नहीं है यह एक निश्चित गति से घूम रहा है तो अब मैं ब्रेकिंग के अन्य तरीकों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा यह ब्रेकिंग का एक तरीका है जो सामान्य रूप से मोटर ड्राइव को रोकने के काम में लिया जाता है हालांकि यह एनर्जी की दृष्टि से प्रभावी प्रणाली नहीं है यह हमें एनर्जी को बचाने में सहायक नहीं है इस तरीके से रजिस्टेंस के माध्यम से एनर्जी की बर्बादी होती है अंतिम विषय हम कम्यूटेशन का लेंगे मैं समझता हूं कि आप सभी को वह वाइंडिंग याद होगी जो हमने बनाई थी मैं उस विषय के बारे में आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं जो हमने बनाया था वह लैप वाइंडिंग थी इसको हमने ऐसे बनाना शुरू किया था इसके बाद यह अगले पोल के पीछे के कंडक्टर पर और इसके बाद यह अगले स्लॉट से बाहर निकल आए और इसी तरह से यह इस तरह से था अगर आप लैप वाइंडिंगकोई याद करें तो हमने इसे इसी तरह से बनाया था नॉर्थ पोल के लिए बहुत सारे स्लॉट्स थे तो यह नॉर्थ पोल था नॉर्थ पोल यहां पर खत्म हो रहा है और साउथ पोल यहां से शुरू हो रहा है कुछ इस तरह से यह साउथ पोल है इसके बाद हमारे पास फिर से नॉर्थ पोल है तो इस तरह से हमारे पास पोल होंगे ध्यान दीजिए कि जिस हिस्से को हम शेड कर रहे हैं वह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है हमने यह भी कहा था कि प्रत्येक पोल के लिए एक ब्रश इसमें डाला जाएगा अगर हम लैप वाइंडिंग की बात करते हैं तो प्रत्येक पोल के लिए हमारे पास एक ब्रश मौजूद होना चाहिए इस जंक्शन पर हमारे पास एक कमयुटेटर का सेगमेंट होगा और इसके बाद यहां पर दूसरा कमयुटेटर सेगमेंट और इसी तरह से आगे अन्य सेगमेंट होंगे तो हमारे पास यह दूसरा कमयुटेटर सेगमेंट है यहां पर तीसरा सेगमेंट है और इसी तरह से यहां तक नॉर्थ पोल के अंत तक और इसके बाद साउथ पोल पर हमारे पास यहां पर एक ब्रश लगाया गया होगा और यह उस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितने पोल हैं हमारे पास उतने पोल मौजूद होंगे जो कुल संख्या में मौजूद स्लॉट को विभाजित कर सकें इसके बाद हम N1 स्लॉट के लिए एक और ब्रश को इसमें जोड़ देंगे और इसी तरह से आगे तो चलिए सबसे पहले स्लॉट के बारे में चर्चा कर लेते हैं मैं चाहता हूं कि आप सभी समझे की वाइंडिंग के साथ साथ कमयुटेटर भी घूम रहा है और हम इसे यहां पर स्थिर देख रहे हैं यह फिर होना चाहिए ब्रश भी स्थिर होना चाहिए इसलिए ब्रश को हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल या साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में रखा जाता है आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ब्रश स्थिर है और इसी तरह से पोल भी स्थिर हैं तो पोल की दृष्टि से ब्रश हमेशा इंटरपोल रीजन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल या साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में होता है वहां पर उपस्थित होंगे ब्रश स्थिर है और यह उस वाइंडिंग के अनुरूप होंगे जो कि कस्प या पोल के बीच में आ रही हैं तो अगर यहां पर कोई वाइंडिंग आ रही है तब आप देख सकते हैं कि यह भी इस कस्प पर आ रहा है जो लगभग इसके अंत में है जो भी वाइंडिंग इसके अंतर्गत आएगी वह कुछ इस तरह से इसके अंदर आई होगी और इसके बाद यहां पर एक और ब्रश है और इसी तरह से सभी मौजूद हैं अब मैं इसे इस तरह प्रस्तुत कर सकता हूं जैसे कि इस तरह के डायग्राम को दिखाने के बजाय मैं यहां केवल 1 यहां 2 दिखा सकता हूं और मैं यहां ब्रश दिखा सकता हूं यहाँ एक और कम्यूटेटर सेगमेंट है तो मैं इस तरह की एक वाइंडिंग इस तरह की एक और वाइंडिंग और इस तरह की एक और वाइंडिंग करने जा रहा हूं इसी तरह होता है मैं पूरी लंबाई वगैरह दिखाने के बजाय केवल एक संकुचित रूप में वाइंडिंग दिखा रहा हूं तो इस तरह से वाइंडिंग को दर्शाया जाता है तो यह दिखाता है कि वास्तव में यह पूरी चीज इधर उधर हो रही है इसलिए अगर मैं एक को देखता हूं तो मेरे पास इस तरह से एक वाइंडिंग घूम रही है जो 2 में समाप्त हो रहा है इसलिए मैं दिखा रहा हूं वाइंडिंग 1 से निकल रही है और 2 में जा रही है इसी तरह 2 से वाइंडिंग 3 में जा रही है और इस तरह से और आगे यदि मैं कहूँ कि यह पॉजिटिव ब्रश है यदि मैं कहूँ कि यह एक पॉजिटिव ब्रश होने वाला है तो इसमें से करंट निकलेगा यदि यह एक जनरेटर है तो हो सकता है यहाँ इस तरह से करंट प्रवाहित हो रहा है इसे हम I कह रहे हैं इसी तरह करंट इस तरह से सीरीज़ में बहेगा वही करंट यहाँ प्रवाहित होगा कृपया समझें क्योंकि 2 से कुछ भी करंट एकत्र नहीं किया जा रहा है इसलिए इस कॉइल में जो भी करंट प्रवाहित हो रहा है वह भी इसमें प्रवाहित होगा तो यहां I होगा तो यहाँ जो आ रहा है वह 2I होगा मैं दो पैरेलल पाथ दिखा रहा हूँ तो पूरी तरह से मुझे जो मिल रहा है वह 2I कंडक्टर करंट है करंट I है और ब्रश से निकलने वाला करंट 2I है ये स्थिर नहीं हैंयह घूम रहा है और यह भी घूम रहा है जबकि पोल स्थिर होते हैं ब्रश भी स्थिर होते हैं तो हम कहते हैं कि यह हमारा t0 है जब हमारे पास या ऐसा समय है जिसे आप जानते हैं वह बीत चुका है तब हमारे पास वही कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे हो सकता है कि मेरे पास यह 1 यह 2 है और हमारे पास वही कॉइल होगी क्योंकि कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट एक साथ आगे बढ़ रहे हैं मैं इनको नाम दे रहा हूं यह A है यह B है यह C है अब फिर से यह A है यह B है यह C है और हम देखेंगे कि अब ब्रश थोड़ा दूर चला जाएगा देखने में ऐसा लगेगा कि ब्रश की स्थिति बदल गई है लेकिन वास्तव में कमयुटेटर सेगमेंट घूम रहा है ब्रश स्थिर है लेकिन कमयुटेटर सेगमेंट घूम रहा है मूल रूप से B पूरा करंट I ले रहा था जो ब्रश द्वारा एकत्रित किया जा रहा था अब ब्रश दो कमिटेड सेगमेंट 1 और 2 के साथ संपर्क बना रहा है और अगर आप देखें की कॉइल B अब 1 और 2 से जुड़ी हुई है तो यह ऐसा है कि जैसे कॉइल B द्वारा यह शॉर्ट सर्किट हो गए हैं क्योंकि ब्रश द्वारा ही कमयुटेटर सेगमेंट 1 और 2 शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं जिसके बीच में कॉइल B जुड़ी हुई है कॉइल B शार्ट सर्किट होगी अगर हम चाहें या नहीं क्योंकि कमयुटेटर सेगमेंट की चौड़ाई ब्रश से ज्यादा होगी ब्रश की चौड़ाई इतनी नहीं होगी लेकिन यह माइका से ज्यादा होगा माइका बहुत ही पतला होता है और यह पर के दोनों साइड के बीच में होता है यह साइड बड़ी होती है और हम देखेंगे कि एक समय में ब्रश द्वारा सर्किट 1 और 2 शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं अब क्या होगा कि कॉइल B दुविधा में होगी क्योंकि कॉइल B शॉर्ट सर्किट हो गई है और इसका एक हिस्सा कॉइल A से जुड़ा हुआ दिखेगा और एक हिस्सा कॉइल B से जुड़ा हुआ होगा क्या होगा कुछ करंट यहां सीधे कम्यूटेटर सेगमेंट 2 से एकत्र किया जाएगा जिसका मतलब है कि कॉइल बी और कॉइल सी जंक्शन वास्तव में कुछ करंट को कम्यूटेटर सेगमेंट 2 में धकेल रहा है जिसे वास्तव में ब्रश में धकेला जा रहा है इसलिए अगर मैं कहूं कि करंट कुछ I है तो क्या होने वाला है I का एक छोटा सा हिस्सा यहां पर जाएगा तो यह करंट होगा I I किरछऑफ करंट लॉ जबकि यह करंट अभी भी I है इसलिए ब्रश द्वारा किया जाने वाला कुल करंट अभी भी II ii है इसलिए यह 2I है जो अभी भी बदलने वाला नहीं है लेकिन इस कॉइल के साथ समस्या यह है कि यह सुनिश्चित नहीं है कि क्या यह करंट इस दिशा में जा रहा है या दूसरी दिशा में यही समस्या है तो हम यह देखेंगे कि यह 2I होगा किसी पॉइंट पर शायद ब्रश 1 और 2 के साथ समान मात्रा में संपर्क बनाएगा उस पॉइंट पर यह दोनों I I मात्रा का करंट एकत्र करेंगे जिसके कारण आप पाएंगे कि कॉइल B 0 करंट ले जा रहा है अगर i I है तो जो होगा वह ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच संपर्क के क्षेत्र के आधार पर होने वाला है यदि कम्यूटेटर सेगमेंट 1 और कम्यूटेटर सेगमेंट 2 दोनों ब्रश के साथ समान संपर्क बनाते हैं तो हो सकता है कि यह सामान करंट I को इसमें जाने दे इस मामले में B अनिवार्य रूप से 0 करंट लेगा तो कृपया ध्यान दें कि B मूल रूप से I का करंट ले जा रहा था यदि मैं इस दिशा को I कहता हूं और यह धीरे धीरे 0 पर आ जाएगा तो यह t1 है इसलिए मैं कह सकता हूं कि मूल रूप से यह एक करंट ले रहा था धीरे धीरे यह 0 पर आ जाएगा और फिर यह दूसरी ओर जाने लगेगा अब यह वह पॉइंट है जिस पर B का शॉर्ट सर्किटिंग शुरू होता है B वह कॉइल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यह टाइम के संबंध में है और यह कॉइल B का करंट है कृपया समझें कि क्योंकि यह चल रहा है और ब्रश सिर्फ स्थिर है ब्रश एक समय में दो अलग अलग कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ संपर्क करेगा और संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है कि एकत्र किया गया करंट कितना बदलता है T2 टाइम के इंस्टेंट पर जहां पर यह हमें आगे और आगे घूमता दिखेगा क्योंकि यह आगे और आगे निकल रहा है इसलिए यहां पर हमारे पास 1 होगा और यहां पर 2 और इसके बाद ब्रश का पूरा संपर्क 2 के साथ होगा 1 के साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा हम इस कॉइल को फिर से बनाते हैं यहां पर 1 और 2 के बीच B होगा यहां पर C होगा और यहां पर A हो यह इस तरीके से होगा यह ध्यान दीजिए कि यह I नहीं बदल रहा है इसका मतलब यहां पर करंट एकत्र नहीं हो रहा है इसलिए B पर करंट इस दिशा में होना चाहिए क्योंकि यह दोनों सीरीज में है इसलिए 1 द्वारा करंट एकत्र नहीं किया जाएगा जिसके कारण हमें करंट इस दिशा में जाता हुआ दिखेगा जबकि C इस दिशा में करंट को लेगा C फिर से इसी प्रक्रिया से जाएगा जब फिर से 2 3 के साथ शार्ट सर्किट होगा और इस तरह से यह आगे चलता जाएगा अगर न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट नहीं होती तो कोई न कोई भी इंडक्टेंस नहीं होता करंट में होने वाला ट्रांजियंट बदलाव सुचारू और लीनियर होता मैंने कहा था कि न्यूट्रल एक्सेस शिफ्ट होती है मूल रूप से न्यूट्रल एक्सिस यहां पर थी और उदाहरण के तौर पर न्यूट्रल एक्सेस शिफ्ट हो गई है जिसके कारण न्यूट्रल एक्सेस में हुआ शिफ्ट कॉइल के अंदर emf को इंड्यूस करेगा जो कॉइल B की तरह है जो पोल के बीच में है तो हमें इंड्यूस्ड emf मिलेगा जो इस तरह से होगा कि करंट में चाहे जो भी बदलाव हो यह उसका विरोध करेगा इस समय करंट I से I मैं बदलने की कोशिश कर रहा है स्वाभाविक रूप से इंड्यूस्ड emf इसका विरोध करेगा यह कहेगा कि यह करंट को कम हो कर 0 नहीं होने देगा हालांकि इस पॉइंट पर हमें 0 करंट मिल जाना चाहिए था या यह I से I हो जाना चाहिए था लेकिन होगा क्या की इंड्यूस्ड emf करंट को कमयुटेटर सेगमेंट 1 में जाने देगा साथ ही साथ कुछ करें जो बच गया है हम यह उम्मीद रखते हैं कि करंट I हो जाना चाहिए I से हो सकता है अभी भी हमारे पास कुछ मात्रा का करंट बचा हुआ हो क्योंकि कॉइल B अभी भी पूरी तरह से करंट की दिशा में बदलाव नहीं कर पाया है इसमें I i है ये स्मॉल i बढ़ रहा है 1 पॉइंट पर यह स्मॉल i कैपिटल I के बराबर हो जाएगा जहां पर करंट 0 हो जाएगा इसके बाद I बढ़ेगा लेकिन विपरीत दिशा में तो यह I से बड़ा हो सकता था तो यह I I डेल्टा I होना चाहिए हमारे पास विपरीत दिशा में ज्यादा से ज्यादा करंट आ रहा है और क्या होगा कि इससे पहले कि यह अपनी रेंज के दूसरे छोर पर पहुंचे I से I वास्तव में जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है न्यूट्रल एक्सिस के शिफ्ट होने के कारण वह इस करंट को कमयुटेटर सेगमेंट 1 की ओर ढकेलेगी क्योंकि यह समझिए कि यह I कॉइल B से इस दिशा में आ रहा था जो विपरीत करंट को दर्शा रहा है यह आप देख सकते हैं कि यह I कॉइल B से इस दिशा से आ रहा है इस छोर से तो यहां पर भी कुछ करंट जा रहा होगा जो वास्तव में शिफ्ट हो रहा होगा हवा के आयनाइजेशन के माध्यम से जो कॉमेंटेटर सेगमेंट 1 के आसपास है इससे पहले कि हम इंडक्शन मोटर की चर्चा शुरू करें हम इस चर्चा को फिर से लेंगे और उसके बाद इंडक्शन मोटर शुरू करेंगे